हम बाहरी सतह नमन के तहत व्यवहार के साथ जारी रखेंगे हमने उन योगों को देखा जो एक रैखिक और अ रैखिक लोचदार व्यवहार के आधार पर विकसित किए गए थे और साथ ही हमने देखा की किस तरह व्रत खंड तंत्र रचना चिनाई दिवार की बाहरी सतह की भार धारण क्षमता के उपियोग हेतु लाभकारी है अब हम फिर से हैं यह मानते है कि व्रत खंड तंत्र रचना संभव है जब दीवार और आलम्ब में कोई भी अंतर नहीं है इसलिए हम यह शुरुआत से ही यह मान रहे है कि व्रत खंड तंत्र रचना उपलब्ध है लेकिन अगर ऐसा नहीं है और पार्श्विक आलम्ब या ऊपरी आलम्ब के बीच एक अंतर है तो एक निश्चित अन्तराल के साथ व्रत खंड तंत्र होगा और यह सतह के बाहरी की वंक सम्बन्धी क्षमता में नुकसान का कारण बनता है इसलिए क्षैतिज नमन और ऊर्ध्वाधर नमन को एक तरह से जोड़ें और फिर नमन के दो तरीके से आगे बढ़ने के लिए हम पाठ्यक्रम सामग्री के अगले समूह में जांच करेंगे इसलिए जहां तक एक तरह से क्षैतिज नमन है हम एक तरह से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर नमन के तहत अभिव्यक्ति की जांच कर रहे हैं लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको शुद्ध क्षैतिज नमन मिलेगा यह एक आदर्शीकरण है सही है आपके पास हमेशा निचली कठोरता का कुछ प्रभाव होगा यदि नीचे और ऊपर दोनों जगह कठोरता नहीं है तो यह मानते हुए कि आदर्शीकरण यह है की आप शुद्ध क्षैतिज नमन की स्थिति प्राप्त करने जा रहे हैं और हमने पहले अभिमुख में दीवार को एक अवलम्ब बाहुधरण के रूप में देखा और फिर दीवार को कब्जेदार होते देखा इसलिए बहुत बार यह स्थिति निचली कठोरता की उपलब्ध रखने वाली है इसलिए यदि आप शुद्ध क्षैतिज नमन सूत्रीकरण का उपयोग कर रहे हैं तो यह एक आदर्शीकरण है और यह परंपरागत ढंग से हो सकता है बस इसे अपने दिमाग में रखें हमने इस आंकड़े को देखेंगेजब हम पदार्थ के व्यवहार और पदार्थ की सामर्थ्य की जांच करेंगे जिसे हम विशेष रूप से ऊर्ध्वाधर नमन या एक तरफा क्षैतिज नमन को मान रहे है एक कारक यानि फैक्टर पदार्थ कारक जो यहाँ एक भूमिका निभाना शुरू करता है इसलिए जब हम एक तरफा नमन से सम्बन्धित है तो दीवार के सिरे के जोड़ में नमन और तल के जोड़ में मरोड़ महत्वपूर्ण होने लगते हैं और अंत में बात है की विफलता कैसे प्रचारित करेगी की यह सापेक्ष सामर्थ्य है जो आमतौर पर यह समझना है इसलिए हम जांच करेंगे कि प्रणाली में विफलता की कुल प्रगति कैसे होती है तो अनुबंधित की तनन सामर्थ्य सिरे के जोड़ ही आमतौर पर एक है जो चिनाई की दीवार में सबसे कमजोर कड़ी है मुख्य रूप से क्योंकि सिरे के जोड़ का कोई समेकन नहीं है अन्यथा लंबवत जोड़ों के रूप में जाना जाता है तो यह अक्सर हमारी गणना में उपेक्षितनिग्न्य होता है या यदि आप मानते हैं कि यह अन्य तनन सामर्थ्य या चिनाई की दीवार में अधिकांश अन्य सामर्थ्य की तुलना में कम होगी इसलिएजहां तक सिरे जोड़ का संबंध है तनन अनुबंध सामर्थ्य इकाई की नमन तनन सामर्थ्य से कम है सही है इसलिए यदि श्रंखला झुकने के अधीन है तो इकाई को तनाव में विफल होने से पहले ही सिरों के संयुक्त को छोड़ देना चाहिए तो यह कुछ ऐसा है जिस पर हम सहमत हैं इसके अलावा यदि आप दो जोड़ों पर विचार करते है दो जोड़ मतलब सिरे के जोड़ और तल के जोड़ फिर से तल के जोड़ इसकी अनुबंध सामर्थ्य के मामले में बहुत बेहतर है और इसका कारण यह की स्वयं दिवार के पूर्ण भार के तहत पूर्व संपीडन के तहत समेकन है और सिरे के जोड़ सबसे कमजोर रहेंगे क्योंकि सभी घटकों की सामर्थ्य चिंतित हैं और अंतराफलक स्वयं चिनाई वाली दीवार में ही है ठीक हैं और हमने देखा है कि हम क्षमता का अनुमान लगाने के लिए एक प्रत्यास्थता सिद्धांत का उपयोग करते हैं तो इस विशेष मामले में तल के जोड़ों में मरोड़ जानना क्या महत्वपूर्ण हो जाता है जिसका अर्थ है कि तल संयुक्त अपरूपण प्रतिबल के अधीन है और चूंकि तल संयुक्त अपरूपण प्रतिबल के अधीन किया है जोड़ों में तनाव जोड़ों के समानांतर कार्य कर रहा है और इसलिए जोड़ों की तनन सामर्थ्य तनन के साथ जोड़ों के सामान्तर है या ftp एक प्राचल बन जाती है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है नमन तनन सामर्थ्य के एक अनुमान के साथ तल जोड़ के समानांतर उपलब्ध है जो एक संशोधित बॉन्ड रिंच परीक्षण से है हम अनुमान लगाने में सक्षम होंगे कि विफलता के फैलने से पहले दीवार में उपलब्ध न्यूनतम क्षमता क्या है ठीक है इसलिए अगर मुझे यह जांचना था कि ऐसी दीवार में भार विक्षेपण व्यवहार क्या है जब आप महत्वपूर्ण बिंदु प्राप्त करते हैं और क्या आप उस बिंदु पर क्षमता का अनुमान लगा सकते हैं तो शुरू में आपके सिर जोड़ हैं आपके पास पूरी दीवार है जो अब नमन हो रही है सिर जोड़ों और इकाइयों को नमन के अधीन किया जाता है ठीक सिर जोड़ों में दरारें फैलने लगेंगी तो सिर जोड़ों को पहले दूर कर दे अब चूंकि जोड़ का एक डगमगाता ऊर्ध्वाधर है सिर संयुक्त को वैकल्पिक प्रणाली में खोलना शुरू करना चाहिए यही एक ऐसी चीज है जिसकी हम उम्मीद करेंगे जब तक कि एक डगमगाता ऊर्ध्वाधर नहीं दिया जाता है जो कि ऐसा नहीं है क्योंकि सभी अनुबंध यह सुनिश्चित करेंगे कि आपको एक डगमगाता ऊर्ध्वाधर मिलेगा तो वैकल्पिक जोड़ों में नमन के तहत सिरों के जोड़ टूटने लगेंगे अब एक बार जब सिरों के जोड़ों दूर कर दिया गये हैहो गये है तो वैकल्पिक प्रणाली में अब यह इकाई है जो नमन मुड़ान को ले रही है सही है न और इसलिए अब उन इकाइयों का विरोध किया जाएगा जो नमन के तहत अभिनय करना शुरू कर देंगी लेकिन मुद्दा यह है कि अब आप सिरों के जोड़ों द्वारा निभाई गई भूमिका को पूरी तरह से खो चुके हैं लेकिन आघूर्ण को एक परत से दूसरे तक स्थानांतरित करने की इकाई अब तल संयुक्तजोड़ों पर ही निर्भर करेगी सही और वह यह है कि जब तल जोड़ों में मरोड़ महत्वपूर्ण होने लगती है या हम जिस सामर्थ्य ftp के बारे में बात करना शुरू करते हैं वह महत्वपूर्ण हो जाती है तो जैसा कि आप भार डालना शुरू करते हैं सब कुछ प्रत्यास्थ हो जायेगा पूरी प्रणाली जवाबदार होगी लेकिन फिर आपको सिरों के जोड़ों में पहली घटना के रूप में दरार पड़ती प्राप्त होगी और यह वैकल्पिक प्रणाली में घटित होगा जैसा कि प्रयुक्त पार्श्व बल बढ़ता है आप यह देखना शुरू कर देंगे कि सिरों के जोड़ों के टूटने के बाद दीवार में प्रतिरोध की एक यंत्र रचना है और यही वह आघूर्ण है जहां अब इकाइयों द्वारा लिया जाता है इकाइयां नमन होना शुरू होने लगती हैं लेकिन परत से परत तक यह तल जोड़ों में मरोड़ है जो स्थानातरण और प्रतिरोध भार होने वाला है हम जांच करेंगे कि उसके बाद दीवार की क्षमता को नियंत्रित करने के लिए क्या हो रहा है एक बार जब यह भार विक्षेपन व्यवहार में नरम हो जाता है शाखा ab के बाद और जब आप उस शाखा b पर होते हैं जो विफलता की ओर ले जाती है तो क्या नियंत्रित करता है देखने में दिलचस्पी है तो विफलता किस प्रकार का हो सकती है बता दें कि सिरों के जोड़ों में दरार आ गई है और अब इकाई और तल के जोड़ भार प्रतिरोध में भाग ले रहे हैं क्या आपके पास अलग अलग विफलता तंत्र हो सकते हैं यदि आपके पास अलग अलग विफलता तंत्र हैं जो यह नियंत्रित करता है कि विफलता तंत्र की जांच करना महत्वपूर्ण है ठीक है अब यदि मरोड़ प्रतिरोध यदि तल जोड़ों पर मरोड़ प्रतिरोध सामर्थ्य की इकाई से तनाव में अधिक हैतो अब आपके पास ऐसी स्थिति है जहां इकाईश्रेणी तनन में जा रही है और तल के जोड़ मरोड़ में जा रहा है यदि तल के जोड़ रास्ता देता है तो जोड़ों के साथ विफलता होगी लेकिन इकाईश्रेणी की प्रक्रिया में वह रास्ता मिलता है जो तनाव में इकाई की तनन सामर्थ्य में कमजोर है तो जोड़ विरोध में मरोड़ सामर्थ्य अधिक हो जाती है लेकिन इकाई रास्ता देती है ठीक है तो प्रतिरूप इस बात पर निर्भर करेगा कि इकाईश्रेणी की तनन सामर्थ्य अधिक है या तल के जोड़ों की मरोड़ सामर्थ्य या तल के जोड़ों की सामर्थ्य है जिसे हमने ftp के रूप में दर्शाया है तो आपको वही मिलेगा जो दन्तुरित विफलता कहलाता है यदि जोड़ कमजोर है ठीक है यदि इकाईश्रेणी और सीमेंट मसला मोर्टार के बीच अनुबंध अच्छा नहीं है तो इकाईश्रेणी की तनन सामर्थ्य अधिक होगीआपको दरार का एक प्रतिरूप मिलेगा जो वैकल्पिक श्रंखला के बीच एक दन्तुरित प्रतिरूप है तो इसे दन्तुरित विफलता के रूप में जाना जाता है इसलिए इस शाखा पर सिरों के जोड़ों के टूटने के बाद और जब हम शाखा b पर विफलता की ओर होते हैं तो अगली घटना होगी और वह दीवार की क्षमता का अंत है जब जोड़ रास्ता देता है और क्षैतिज फैलाव होता है दरार होती है और अगली परत पर आती है ठीक तो दन्तुरित विफलता इस तरीके से होने की उम्मीद है लेकिन जब आपके पास एक ऐसी स्थिति होती है जहां तल के जोड़ों की मरोड़ सामर्थ्य इकाईश्रेणी की तनन सामर्थ्य से कम होगी तो अगर आपके पास पूर्व संपीडन है अगर दीवार में भारी भार आरोपित है जो बाद के पार्श्विक बलों के बाहरी सतह के बलों में लाभप्रद रूप से कार्य करेगा आप समझते हैं अब जो महत्वपूर्ण है वह क्षैतिज तल के जोड़ों में विफलता है लेकिन अगर आपके पास पूर्व संपीडन है तो इसे एक हद तक रोका जा सकता है तो दन्तुरित विफलता तंत्र के लिए इस तरह की विफलता तंत्र के लिए बहुत संवेदनशील है कि कितना पूर्व संपीडन उपलब्ध है और इसलिए आप देखते हैं कि शाखा b d अब हमारे पास जो शाखा है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं दूसरी शाखा यह एक निश्चित बिंदु पर विफल हो सकती है या दीवार में उपलब्ध पूर्व संपीडन स्तर के आधार पर विरोध करना जारी रख सकती है इसलिए अगर यह एक ऊपरी मंजिल की दीवार है जिसमें कम भार आरोपित बनाम एक दीवार है जो एक बहु मंजिला इमारत के भूतल पर है तो आपके पास अतिरिक्त प्रतिरोध होगा जो कि पूर्व संपीडन के कारण आ रहा है तो यह है कि आप अंतिम दरार के गठन की उम्मीद करेंगे जो कि क्षैतिज दरार और सिरों के जोड़ों की विफलता की निरंतरता है जो पहले से ही पिछले चरण में हुई थी तो एक बार इस घटना के बारे में हम बात कर रहे हैं या तो d पर घटित हो रही है या c पर घटित हो रही है जहाँ तल के जोड़ों में दरार आ गई है इसलिए एक बार जब हम बिंदु c या डd से परे होते हैं तो दीवार में कुछ अवशिष्ट क्षमता होने जा रही है दीवार में अवशिष्ट क्षमता विशुद्ध रूप से तल जोड़ों के घर्षण से आ रही है यदि आपको याद है कि जब हम एक जोड़ संयुक्त की अपरूपण सामर्थ्य के बारे में बात कर रहे थे जब हमने जोड़संयुक्त की अपरूपण सामर्थ्य ताकत के बारे में बात की थी तो आपके पास दो घटक थे एक घटक सामंजस्य था और दूसरा घटक जोड़ घर्षण था घर्षण प्रतिरोध जो उपलब्ध है सामंजस्य और कुछ नहीं बल्कि अनुबंध है इसलिए एक बार अनुबंध पर काबू पाने के बाद आपके पास दरार का गठन होता है लेकिन फिर भी आपके पास प्रतिरोध है क्योंकि हमेशा कुछ पूर्व संपीडन होता है कम हो सकता है या यह अधिक हो सकता है और इसलिए अनुबंध विफल होने के बाद प्रतिरोध घर्षण से आ रहा है तो c से e या d से f से परे केंद्र शिखर का व्यवहार वास्तव में इस बात पर निर्भर करेगा कि इसमें कितना पूर्व संपीडन है और इसलिए यह प्रभावित करेगा यह घर्षण प्रतिरोध को प्रभावित करेगा यदि आपके पास अच्छा घर्षण बल अच्छा घर्षण गुणांक और उच्च पूर्व संपीडन है तो आप केंद्र शिखर क्षेत्र में अधिक कठोर व्यवहार प्राप्त कर सकते हैं तो यह कुछ ऐसा है जो दो प्रभावों के कारण पूर्व संपीडन के स्तर से प्रभावित होने वाला है शिखर के ठीक पहले शिखर में से एक यह निर्भर करता है कि तल के जोड़ों की विफलता में देरी कैसे हो सकती है या असफलता के बाद शिखर का कितना हिस्सा उपलब्ध है और घर्षण प्रतिरोध कितना है और केंद्र शिखर में ढलान प्रभावित होने वाली है तो ढाँचे में कितना घर्षण प्रतिरोध उपलब्ध है तो अगर आप अब दूसरी स्थिति की जांच करेंगे हमने इकाई मरोड़ सामर्थ्य की तुलना में तल के जोड़ों की तनन सामर्थ्य के बारे में बात की सही यह पहला मामला था और हम एक दन्तुरित विफलता के साथ समाप्त हुए हालांकि अगर आपके पास इस स्थिति का उल्टा है कि श्रंखला श्रेणी की तनन सामर्थ्य वास्तव में खराब है और मरोड़ में तल के जोड़ों की सामर्थ्य काफी अच्छी है या ftp अच्छा है तो आपके पास वह रेखा विफलता होगी जिसे श्रंखला श्रेणी आपके लिए विभाजित होना जा रही हैठीक है न तो इस विशेष मामले में यदि आप कमजोर श्रंखलाओं श्रेणियों की बात कर रहे हैं और जैसा कि मैं दोहरा रहा हूं अगर आपको पता है कि श्रंखला श्रेणी की संपीडित सामर्थ्य चिनाई के अन्य सभी भौतिक गुणों से जुड़ी हो सकती है इसलिए यदि श्रंखला श्रेणी की संपीड़ित सामर्थ्य काफी कम है तो श्रंखला श्रेणी की तनन सामर्थ्य भी कम होने वाली है तो हम कहते हैं कि आपके पास कमजोर श्रंखलाएँश्रेणियाँ हैं यदि आपके पास कमजोर श्रेणियाँ हैं तो यह आम तौर पर एक बल विस्थापन संबंध एक बल विस्थापन प्रवृत्ति अब और फिर अचानक विफलता का पालन करेगी क्योंकि b के बाद श्रंखला श्रेणी वह है जो लचीलेपन का विरोध करने वाली है लेकिन यह जोड़संयुक्त दूर होने से पहले ही विफल हो जाताजती है तो आपके पास कुछ अचानक गिरावट से इसके द्वारा पहली चिह्नित संभावना होगी यदि आपके पास बहुत कमजोर इकाइयां हैं तो आप सामर्थ्य का अचानक ऊर्ध्वाधर नुकसान देखते हैं हालाँकि यदि श्रंखलाएँश्रेणियाँ इतनी खराब नहीं हैं और श्रेणी में तनाव में कुछ सिमित सामर्थ्य है जो कि दीवार वास्तव में निर्भर कर सकती है तो जैसा कि आप शाखा b c पर हैं श्रेणी घर्षण का विरोध कर रही है तल के जोड़ों में मरोड़ अभी सक्रिय है लेकिन इससे पहले कि तल के जोड़ मरोड़ में विफल हो जाए श्रंखलाश्रेणी तनाव में विभाजित हो जाएगी और आप प्राप्त करेंगे और यह बहुत अधिक नाज़ुक विफलता है जहां अचानक क्षमता का नुकसान होता है प्रणाली की क्षमता का लगभग पूर्ण नुकसान होता है क्योंकि आपके पास एक गुरुत्वाकर्षण बलों का मुकाबला करने वाली सतह अब और नहीं है पिछले मामले में दन्तुरित विफलता के कारण विफलता के अंतराफलक में क्षैतिज जोड़ों अभी भी सक्रिय थे और गुरुत्वाकर्षण बल के साथ थे सही और इसलिए आपके पास वहां कुछ अवशिष्ट प्रतिरोध था आपके पास कुछ अवशिष्ट प्रतिरोध थे जो संपर्क के नुकसान होने तक हमेशा उपलब्ध रहने वाले हैं लेकिन इस मामले में चूंकि विफलता एक रेखा विफलता है प्रणाली में ही कोई क्षमता नहीं बची है तो बिंदु c से परे या बिंदु b से परे जो आप देखते हैं वह क्षमता में एक लंबवत गिरावट है और रेखा उस विफलता तंत्र को पूरा करती है और इस मामले में कि क्या दीवार को भारी अधिशोषित भार या कम अधिशोषित भार कम पूर्व संपीडन या उच्च पूर्व संपीडन के साथ प्रदान किया जाता है इसका वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप तल जोड़ों के प्रतिरोधों में दोहन नहीं कर रहे हैं श्रेणी इतनी कमजोर है कि रास्ता दे रही है और तब पूर्व संपीडन का स्तर तल के जोड़ों में घर्षण वृद्धि के लिए उपलब्ध नहीं है तो यह दो विफलता प्रणालियों के बीच मूलभूत अंतर है जो किसी को क्षैतिज नमन के रूप में दूर तक पकड़ सकता है तो आपको दो पहलुओं के बारे में सावधान रहना होगा इकाई तन्य सामर्थ्य और ftp या ताल के जोड़ों की मरोड़ सामर्थ्य जो कि समग्र रूप में सामग्री में उपलब्ध है ठीक है और हमने क्षमता का अनुमान लगाया है लेकिन हमने गणनाओं में सूक्ष्म स्तर पर खंड में अंतर नहीं माना है हमने वास्तव में हमारी रैखिक प्रत्यास्थ धारणा या गैर रैखिक प्रतिबल विकृति धारणा को इकाईश्रेणीश्रंखला और जोड़ों के बीच में अंतर नहीं बनाया है हमने ऐसा नहीं किया यदि आपको याद है तो हमने एक समरूप अनुप्रस्थ काट का उपयोग किया था और हमने कहा था कि विफलता तक इस प्रतिबल विकृति वक्र का अनुप्रस्थ काट संपीडन में रैखिक प्रत्यास्थ हो सकता है या गैर रेखिक विफलता चरम पर हो सकता है इसलिए हमने वास्तव में उन अनुमानों को बनाने के लिए एक समरूप काट का उपयोग एक समरूप पदार्थ के नमूने के रूप में किया है लेकिन अगर आप वास्तव में रेखा विफलता और दन्तुरित विफलता के बीच इस तरह के अनुमान बनाने के लिए कुछ ताकत का उपयोग करते थे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोड आपको दीवारों की क्षमता का अनुमान लगाने की कुछ संभावना देते हैं इसलिए इस संबंध कि मैंने अपनी पिछली कक्षाओं तनन सामर्थ्य में बात की है नमन तनन सामर्थ्य लम्ब है तल जोड़ों के जो नमन तनन सामर्थ्य के समान्तर है तल जोड़ों के ftn और ftp लम्ब और समान्तर और बॉन्ड रिंच टेस्ट संशोधित बॉन्ड रिंच टेस्ट परीक्षण के रूप में जिसका उपयोग आप इनका अनुमान लगाने के लिए कर सकते हैं यदि यह ज्ञात है यदि आपके पास इन मान का अनुमान है तो दो मानों के निचले हिस्से का उपयोग आप क्षमताओं का अनुमान लगाने के लिए करते हैं जिसे आप दिमाग में रखें परिवर्तनशीलता एक ऐसी चीज है जिसे आप दूर नहीं कर सकते इसलिए यदि आपके पास दन्तुरित विफलता है और यदि तल के जोड़ों की नमन तनन सामर्थ्य तल जोड़ों के लिए सामान्य से अधिक है तो यह लगभग 015 एमपीए से अधिक है जो आपको शुरुआत दे रहा है और आपको बता रहा है कि क्या यह बहुत कम नमन तनन सामर्थ्य है तल के जोड़ों के लिए लम्ब हेतु आप इस अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं इसलिए यदि यह 015 MPa से अधिक है तो नमन तनन सामर्थ्य तल के जोड़ों से लम्ब है आप इस बात का अंदाजा इस ज्ञान से लगा सकते हैं कि नमन तनन सामर्थ्य तल के जोड़ों के सामान्तर से नमन तनन सामर्थ्य तल के जोड़ों के लम्ब तक क्या हैसही नमन तनन सामर्थ्य तल के जोड़ों के समान्तर और तल के जोड़ों के लम्ब के बीच यह अनुपात लगातार देखा जाता है और पदार्थ के गुणों के आधार पर यह उस अनुबंध पर निर्भर करता है जिसे स्थापित किया जा सकता है और आप इस अनुपात का उपयोग श्रेणियोंश्रंखलाओं के प्रकार के किये कर रहे है वह बदल सकती है बल्कि ftn और ftp के बीच निरंतर अनुपात भी देखा जाता सकता है तो ftp या ftpको प्राप्त करने के लिए जाँच और अधिक जटिल होने के लिए संशोधित अनुबंध सामर्थ्य परीक्षण है क्योंकि आपको उन आधी ईंटों या वॉलेट टेस्ट का उपयोग करना होगा जिसमे हमें काफी बड़े नमूने बनाने होंगे तल के जोड़ों का परीक्षण जो नमन तनन सामर्थ्य के समान्तर है टेस्ट के समानांतर प्रयोगशाला में करने के लिए बहुत आसान नहीं है आपके लिए अनुबंध सामर्थ्य परीक्षण करना आसान हो सकता है और ftn प्राप्त कर सकते है सही इसलिए यदि आप ftn जानते हैं और यदि ftn 015 MPa से अधिक है तो आप अनुभव कर सकते हैं कि ftp का मान कितना है और निश्चित रूप से उस अभिव्यक्ति में भी आप fa देखते हैं जो श्रेणीश्रंखला की संपीड़ित सामर्थ्य है उसका फिर से उपयोग किया जाता है तो यह एक अनुभवजन्य अनुमान है यह एक विश्लेषणात्मक विशुद्ध विश्लेषणात्मक रूप नहीं है यह एक अनुभवजन्य अनुमान है कि यह अभिव्यक्ति व्यवहार के अनुकूल है आप ftp के उस मान का उपयोग कर सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि नमन का एक तरीका क्या है दीवार की क्षैतिज बंकन की एक तरह से अगर दन्तुरित विफलता हो रही है क्योंकि आपको तल के जोड़ों की मरोड़ सामर्थ्य की आवश्यकता है लेकिन अगर रेखा विफलता होने वाली थी तो आप देखते हैं कि रेखा विफलता सिर्फ क्षमता का इस्तेमाल कर रही है जो कि श्रंखलाश्रेणी की तन्य सामर्थ्य और ताल के जोड़ों की तन्य सामर्थ्य है सही है इसलिए अगर आपको संदेह है कि संयुक्त कितना मजबूत होने वाला है तो आपको एक रेखा विफलता होने की उम्मीद करनी चाहिए और आप देखते हैं कि रेखा विफलता के संबंध में क्षमता के अनुमान में हम एक बल्कि फिर से एक अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करते हैंयह श्रेणीश्रंखला की संपीड़ित सामर्थ्य और बेताल के जोड़ों की तन्य सामर्थ्य पर आधारित है जो तल के जड़ों के लम्ब है तो आप ftp के लिए एक मान पर आ सकते हैं ftp के उस मान का उपयोग करके दीवार के बाहरी सतह पर बंकन की क्षमता का अनुमान लगा सकते हैं यह फिर से कोड से कोड भिन्न होता है और इसे कुछ प्रयोगात्मक परीक्षणों पर जांचा जाता है इसलिए हम उनका उपयोग करते हैं यदि हमारे पास चिनाई के प्रकार का अच्छा ज्ञान है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं तो आपको उनका उपयोग करना चाहिए आपको उन्हें आपको उन्हें विभिन्न प्रकार की चिनाई के बीच बिना देखे उपयोग नहीं करना चाहिए ओके यह मुझे दो तरफ़ा नमन की ओर ले जाता है ठीक है और यह कुछ ऐसा है जिसकी हमने अभी तक जाँच नहीं की है और यह एक जटिल तंत्र है जो वास्तव में दो तरफ़ा नमन में काम करता है और कड़ाई से यह कहता है कि ज्यादातर मामलों में यही होना चाहिए वहाँ एक पार्श्व कठोरता हैं वहाँ ऊपर और नीचे कठोरता हैं इसलिए संभवतः दीवार को कम से कम 3 तरफ से या सभी 4 तरफ से कठोर होना चाहिए इसलिए यह एक आदर्श है कि हमने कहा कि हम ऊर्ध्वाधर बंकन या क्षैतिज बंकन में एक तरफा लचीलापन प्राप्त कर रहे हैं इसलिए अधिकांश दीवारों को 3 तरफ या 4 तरफ से सहारा दिया जा रहा है और हमने देखा है कि इस स्थिति में विकर्ण बंकन वाली दीवार तल के जोड़ों में मरोड़ सिरों के जोड़ो में मरोड़ तल के जोड़ लचीलेपन और सिरों के अधीन होने वाली है जोड़ नमन है तो यह इस तरह की स्थिति है कि हम एक ऐसी दीवार का अनुभव करेंगे जो वास्तव में एक उचित विकर्ण बंकन से गुजर रही है तो यह वास्तव में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बंकन का एक संयोजन है इसलिए घटना काफी जटिल है जैसा कि मैंने कहा था और यह भी देखा गया है कि यदि आप क्षैतिज बंकन की क्षमता ले रहे थे और ऊर्ध्वाधर बंकन ने उन्हें अध्यारोप कर दिया तो विकर्ण बंकन की क्षमता इन दो क्षमताओं के एक मात्र जोड़ के करीब नहीं है जिसका अर्थ है कि यह ऐसा कुछ नहीं है जो अनुमान लगाना आसान है हमें भौतिक मापदंडों की एक बहुत जरूरत है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोडों ने अनुमान के अनुभवजन्य तरीकों को देखने का प्रयास किया है सिवाय बहुत कम कोडों के जो वास्तव में आपको कठोर विश्लेषणात्मक रूप देते हैं अधिकांश कोड वास्तव में आपको एक अनुभवजन्य दृष्टिकोण देते हैं जहां वे कहते हैं कि दीवार को दो बराबर पट्टी में विभाजित करें एक क्षैतिज पट्टी और एक ऊर्ध्वाधर पट्टी जो सीमारेखा की स्थिति पर आधारित है और ऊर्ध्वाधर बंकन में ऊर्ध्वाधर पट्टी की क्षमता का अनुमान लगाती है और क्षैतिज पट्टी क्षैतिज बंकन का और इन दो बराबर क्षमताओं को जोड़ने और समग्र बंकन की क्षमता पर हमे पहुंचे इसलिए अलग अलग तरीके हैं जिन्हें अतीत में संबोधित किया गया है और मौलिक कारण यह है कि समस्या में अनिश्चितता है और इस विशेष मामले में बंद किए गए समाधानों को वहां पहुंचने के लिए चुनौतीपूर्ण है तल के जोड़ों की तन्य सामर्थ्य जो समांतर होती है तल के जोड़ों से वह ज्यादा मजबूत होती है तल के जोड़ों की तन्य सामर्थ्य जी लम्ब है तल के जोड़ों से सही है तो तनाव जब अनुबंध विफलता का कारण बनता है जब तनाव जोड़ों के समानांतर काम कर रहा होता है जो कुछ ऐसा होता है जो आपको तल के जोड़ों की तुलना में तल के जोड़ों की तन्य सामर्थ्य की तुलना में अधिक ताकत देने वाला होता है और यह विकृति ढाल के उस दिशाओं के कारण है जो आपके पास एक बनाम दूसरे में है इसलिए यदि आप दो तरफा लचीलेपन की जांच कर रहे हैं तो यह एक ऐसा तंत्र है जो सीमा की स्थितियों से काफी प्रभावित होता है लेकिन आपके पास जिस प्रकार की सीमा की स्थिति है उस सीमा की स्थिति जो आपके पास है और वह जो दीवार का पहलू अनुपात है सही है दीवार के पहलू अनुपात के आधार पर तल जड़ों के लिए लम्ब रूप से सापेक्ष क्षमता तनन सामर्थ्य तल के जोड़ों के लिए लम्ब और तल के जोड़ों के समानांतर दीवार के पहलू अनुपात के साथ खेलना शुरू होता है तो आइए पहले 3 पक्षों पर आलम्ब एक दीवार की जांच करें संभावित विफलता तंत्र को समझें और फिर 4 तरफ से समर्थित दीवार को देखें तो दीवार पर वायु दाव एवं जड़त्वीय बल कर कर रहा है और आपके पास दीवार के दो पार्श्विक किनायों एवं निचली सतह पर आलम्ब है जैसा कि भार में प्रगति होती है दीवार अब प्लेट की तरह काम कर रही है अलौकिक रूप से विकृत और फिर दरार जब गुरुत्वाकर्षण भार के संयोजन के कारण तनन प्रतिबल और बाहरी सतह का भार चिनाई की तनन सामर्थ्य तक पहुंच जाती है तो आपको दरार का निर्माण देखना होगा चाहिए और आम तौर पर जब आपके पास एक दीवार होती है जो उससे अधिक लंबी होती है तो आपके पास एक दरार पैटर्न होता है जो दीवार से लगभग 40 प्रतिशत लंबाई के शीर्ष पर कोने में ही चलता है सही है न तो दीवार बाहर की तरफ झुकने की कोशिश कर रही है यह 3 तरफ से आलम्ब है और यह एक तरह से इन दोनों को खोलने की कोशिश कर रहा है ये दरारें 45 डिग्री दरारें नहीं हैं ये दरारें सीमा की स्थिति के आधार पर लगभग 30 और 45 डिग्री के बीच अलग अलग होंगी जो कि अनुपात के आधार पर अलग अलग होगी और इस विशेष दीवार में जहां लंबाई दीवार की ऊंचाई से काफी बड़ी है ऐसी स्तिथि में आप विफलता स्वरूप की अपेक्षा कैसे करेंगे यहां तक कि अगर आप को देखने के लिए जहां आप एक दीवार को देखेंगे जो ऊंचाई अनुपात लंबाई है जो एक या ऊंचाई लंबाई से अधिक है और फिर से 3 पक्षों पर आलाम्बित है दरार प्रारूप की तरह दिखेगा कि आप इस में क्या देख सकते हैं जैसा की चित्र में नीचे दिखाया गया है जहां फिर से आपके पास लगभग विकर्ण दरारें हैं जो शुरू होती हैं लेकिन फिर मध्य अवधि विक्षेपण काफी महत्वपूर्ण है चूंकि मध्य पाट विक्षेपण महत्वपूर्ण हैशीर्ष मुक्त है इसलिए आपको एक ऊर्ध्वाधर दरार मिलती है लेकिन फिर उस ऊर्ध्वाधर दरार को पूरी तरह से प्रचारित नहीं किया जा सकता है और कोनों से आने वाले विकर्ण दरार को प्राप्त करने के लिए दीवार को विभाजित कर सकते हैं इसलिए यदि आप वास्तव में इसे दो चित्रों में देख रहे हैं तो ऊपर दी गई दरार प्रारूप वास्तव में दरार प्रारूप का एक आवर्धन है जो आप नीचे देखते हैं वो दीवार के बदलते पहलू अनुपात के कारण है तो वास्तव में यहाँ क्या हो रहा है एक दीवार अब प्लेट की तरह काम कर रही है सही और विफलता प्रारूप बहुत अधिक पराभव रेखा विफलता के प्रकार से मेल खाती है जो आपको एक प्रबलित कंक्रीट फलक में मिलती है इसलिए बड़ा अंतर यह है कि एक में आप एक प्रबलित प्रणाली की बात कर रहे हैं यहाँ आप एक भंगुर प्रणाली की बात कर रहे हैं आपके पास प्रबलन नहीं है इसलिए विकर्ण बंकन से निपटने के एक तरीके से निपटने के लिए पराभव रेखा विश्लेषण का उपयोग किया गया है जो वास्तव में प्रबलित कंक्रीट स्लैब के लिए विकसित किया जा रहा है जो विकर्ण बंकन के अधीन बाहरी सतह की दीवारों की क्षमता का अनुमान लगाने के लिए या दो तरह से बंकन के लिए अधीन तो कुछ कोड वास्तव में दो तरफा नमन में दीवारों की क्षमता का अनुमान लगाने के लिए एक पराभव रेखा मानदंड को अपनाते हैं फिर यह जांच करने के लिए अनुदेशात्मक है ठीक है फिर यदि हम 4 तरफ आलाम्बित दीवार की जांच करते हैं तो यह फिर से प्रतिबिंब है कि आपने दीवार के लिए 3 तरफ से क्या देखा अब विकर्ण दरार सभी चार कोनों से फैल जाएगी और नीचे के कोनों से नहीं क्योंकि शीर्ष भी आलाम्बित है इसलिए हम एक स्तिथि की जांच करते हैं एक मामला क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि सीमा की स्थिति पर निर्भर करता है यदि सीमाएं तय की जाती हैं यदि सीमाएं घूमने के लिए स्वतंत्र हैं यदि पहलू अनुपात एक निश्चित सीमा का है जैसे कि दीवार की लंबाई से कम है दीवार की ऊंचाई बनाम एक पहलू अनुपात जहां दीवार की लंबाई महत्वपूर्ण है आपके पास मतभेद हो सकते हैं तो स्लाइड्स में जो आप देख रहे हैं हम वास्तव में एक दीवार के व्यवहार की जांच कर रहे हैं जिसकी लंबाई ऊंचाई की तुलना में शायद लगभग दो गुना है महत्वपूर्ण है इसलिए जैसा कि दीवार तेजी से बढ़ते पार्श्व बल के साथ विक्षेपित करना शुरू कर देती है हम भहर विक्षेपण वक्र प्रत्यास्थ व्यवहार और सभी तंत्र की पहली शाखा पर होते हैं जिसके बारे में हमने पहले सिरों के जोड़ों में नमन तलों के जोड़ों में नमन सिरों के जोड़ों में मरोड़ तलों के जोड़ों में मरोड़ के संदर्भ में बात की थी सभी दीवार से बाहरी सतह से स्वयं के भार का विरोध करने हेतु वास्तव में अनुरोध किया जा रहा हैठीक है न जब तालों के जोड़ों की क्षमता पहुंच जाती है ठीक है अब हम मन करेंगे कि आप दीवार की जांच कर रहे हैं जिसकी लंबाई ऊंचाई की तुलना में सार्थक है इसलिए यह मध्य पाट के आसपास प्राप्त करना शुरू कर देता है किनारों के करीब नहीं मध्य पाट के आसपास तलों के जोड़ों की तन्य सामर्थ्य जो लम्ब है तलों के जोड़ों के तक पहुँच गया है ठीक है तो आपके पास मध्य पाट के आसपास एक क्षैतिज दरार के गठन के लिए एक स्थिति है अब एक बार लचीले नमन तन्य प्रतिबल ftn तक पहुँचने के बाद आपको पहली दरार पड़नी शुरू होनी चाहिए जो कि दीवार में एक क्षैतिज दरार है तोयह आपका पहला गैर रैखिकता है जिसे आपको उम्मीद करनी चाहिए और फिर कठोरता में बदलना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि अब हम या तो शाखा b c पर नीचे आते हैं या f tn और ftp और पूर्व संपीडन के विभिन्न मूल्यों में अलग अलग क्षमताओं के आधार पर आगे बढ़ते रहते हैं अब इस बिंदु से परे b से परे विफलता का प्रसार कैसे हो रहा है यह पूरी तरह से ऑर्थोगोनललंब कोणीय सामर्थ्य अनुपात पर निर्भर करता है जिसके बारे में हमने बात की थी ठीक है और जैसा कि मैंने कहा कि ऑर्थोगोनल सामर्थ्यलंब कोणीय अनुपात ftp से अधिक है कुछ कोडों में इसे दूसरे तरीके से दिया जाता है इसलिए आपको बस सावधान रहना होगा कि अंश पर क्या है और हर पर क्या है लेकिन मुद्दा यह है कि चिनाई के दिए गए व्याख्यान के लिए समान होगा तो ftn ftp से ftn की इस सापेक्ष क्षमता के आधार पर हम इस बिंदु से परे देखेंगे कि b का बल विस्थापन वक्र कैसे जाता है या केसा होगा तो आइए हम इसकी जांच करते हैं इस मामले में ftn ftp के बराबर है जो कि दुर्लभ है कि आपके पास कोई आरक्षित क्षमता नहीं है प्रायः ftp ftn से अधिक होगा तो इस मामले में इसका सीधा सा मतलब है कि आघूर्ण का तल जोड़ टूट गया है इसके लिए दीवार को दूसरे स्थान पर आने वाली मांग को फिर से वितरित करना होगा इसलिए एक बार तल के जोड़ टूटने के बाद यह उस आघूर्ण की उम्मीद करेगा जब सिरों के जोड़ों द्वारा अधिक विरोध किया जाएगा लेकिन अगर सिरों के जोड़ों पर उसी नमन तनाव स्स्तर पर दरार पड़ने वाली हैतो आपको जोड़ों के माध्यम से विफलता तंत्र का अचानक प्रसार मिलता हैमिलेगा ठीक है न इसलिए आप शुरू में इसके साथ थे और फिर हमने नीचे आते हुए देखा कि हम नीचे कहाँ देखने के लिए आते हैं और पूर्ण विफलता तंत्र को देखने के लिए दीवार में प्रचारित हो रहे हैं या ऑर्थोगोनललंब कोणीय सामर्थ्य अनुपात के आधार पर दीवार में आरक्षित क्षमता है तो चलिए हम बताते हैं कि अगर ftn के बराबर ftn की स्थिति है तो इसका अर्थ है कि प्रति दीवार में कोई आरक्षित सामर्थ्य उपलब्ध नहीं है आपको अचानक एक तंत्र का निर्माण मिलता है और अब जो आप देखते हैं वह यह है कि क्षैतिज दरार पूरी तरह से विकसित हो गई है अब वह अन्य तंत्रों से भार ले जाने की शुरुआत करने की उम्मीद कर रही है लेकिन आपके पास तल के जोड़ों के समानांतर नमन तन्य सामर्थ्य द्वारा प्रदान की गई ताकत नहीं है जो दूर कर देती है और आप तिरछे दरार को प्राप्त करें जो चार कोनों तक फ़ैल रही है और फिर से जैसा कि आप देखते हैं यह पराभव रेखा तंत्र के समान है जो आपको इसके समान बस एक शुद्धालम्ब प्रबलित कंक्रीट फलक में मिलेगाहालांकि यहां इस मामले में आपके पास एक दरार होगी या इस विशेष मामले में एक कम वितरित दरार पड़ने की उम्मीद है तो आप यहां क्या देखते हैं यदि आप शाखा का अनुसरण करते हैं a से b और फिर b से c तक अचानक गिरावट और c से d और आपके पास एक अवशिष्ट है तो आप देख सकते हैं कि एक निश्चित अवशिष्ट क्षमता है फिर यह अवशिष्ट क्षमता कहाँ से आ रही है यह बस जोड़ों में विकर्ण दरार के कारण आने का मतलब है कि तलों के जोड़ों में कब्जेदार और प्रवर्ती हो रही है तो आपके पास एक क्षैतिज सतह है जो वास्तव में भार ले जा रही है और यह पूर्व संपीडन स्तर पर निर्भर करता है तो आप हमेशा घर्षण के कारण एक निश्चित अवशिष्ट क्षमता प्राप्त करेंगे तोआपके लिए वह निचली शाखा मूल रूप से उपलब्ध होने वाली है लेकिन सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए दीवार में क्षमता खो जाती है तंत्र ने प्रचार किया है या संकेत दिया है अब यदि ftp ftn से अधिक है और प्रश्न है यह इस बात पर निर्भर करता है कि ftn द्वारा यह ऑर्थोगोनललंब कोणीय सामर्थ्य अनुपात ftp क्या है फिर आपको भार ले जाने वाले तंत्र में एक स्थिरीकरण मिलेगा क्षैतिज दरार ने प्रचार किया है या संकेत दिया है लेकिन विकर्ण दरारों के प्रसार से पहले आपके पास अभी भी दीवार में अतिरिक्त प्रतिरोध होगा जो भार ले जाने की क्षमता के मामले में b से आगे निकल जाएगा और इसलिए दीवार स्थिर हो जाती है यह गठन तक प्रतिरोध करने में सक्षम है तंत्र जब f tp तक पहुँच जाता है और इस स्तर पर आपको वास्तव में देखना होगा कि ftp से ftn का अनुपात क्या है तो यह प्रचार मूल रूप से आपके पास उप दिल्हे होंगे जो दरारों के कारण बनते हैं और विफलता तक अवशिष्ट क्षमता है तो हम देखते हैं कि क्या होता है हमने समग्र विफलता तंत्र को देखा लेकिन अगर मैं अनुपात बढ़ाता था कि f tp को f tn के दुगना या ढाई गुना तिगुना और इसी तरह कहा जाता है तो आप मूल रूप से a से b b से स्थिर होकर e तक जाएंगे और ऑर्थोगोनललंब कोणीय सामर्थ्य अनुपात के आधार पर या तो आगे की क्षमता के लिए इसे जारी रखें और फिर एक बार ताल के जोड़ों के असफल होने के कारण तनन प्रतिबल तक पहुंचने से आपको विकर्ण दरारें शुरू हो जाती हैं और आप असफल हो जाते हैं और इसलिए आप या तो a b e f g या a b e f h और i मैं जाएंगे जो ऑर्थोगोनललंब कोणीय सामर्थ्य अनुपात पर निर्भर करता है तो यह विफलता का अपेक्षित प्रसार है फिर से आपको ध्यान रहे की तल के जोड़ों में दरार हो रही है ftn एक जोड़ पर होता है जबकि विकर्ण दरार एक रेखिक दरार हो सकती है या एक दन्तुरित दरार हो सकती है तो फिर से विफलता तंत्र के प्रसार के रूप में तनाव में श्रेणीश्रंखला की अंतिम क्षमता शाखा बनाम संयुक्त मामलों की मरोड़ सामर्थ्य है सही है न तो यह दो तरफा लचीलेपन मामले में विफलता के प्रसार का वास्तविक तंत्र है और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ कोड वास्तव में इस का अनुमान लगाने के लिए एक संवृत रूप विश्लेषणात्मक समाधान है लेकिन मांग यह है कि आपके पास तनन सामर्थ्य का अनुमान है श्रेणीश्रंखला तनन सामर्थ्य जोड़ों की सामर्थ्य और आवश्यक यांत्रिक मापदंडों पर भारी है